इस कक्षा में हम सिम्प्लेक्स तालिका के एक और पहलू को देखेंगे हम एक विशिष्ट रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या पर विचार करते हैं इसे सिम्प्लेक्स एल्गोरिथम और तालिका का उपयोग करके हल करते हैं और फिर जब हमें कुछ विशिष्ट प्राप्त होने लगता है तो हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या क्या होती है तो आइए इस रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या पर 2 चर और 2 अवरोधों के साथ विचार करें यह 10X19X2 परिचित औब्जैकटिव फ़ंक्शन के साथ अधिकतमकरण समस्या है लेकिन बाधाएं अलग हैं हमारे पास X1 X2 ≥ 0 के साथ X1 X2 ≤ 5 और 4X1 ≥ 24 है हमेशा की तरह हम इन असमानताओं को स्लैक चर जोड़कर समीकरणों में बदल देते हैं अब X1 X2 ≤ 5 को पॉजिटिव स्लैक वैरिएबल X3 जोड़कर एक समीकरण में बदल दिया गया है तो X3 5 X3 ≥ 0 अब 4X1 ≥ 24 एक नकारात्मक स्लैक को शामिल करेगा तो 4X1 X4 24 और X1 X2 X3 X4 ≥ 0 इसलिए जैसा कि हम पहले देख चुके हैं यह अधिक या बराबर होने की बाधा के कारण एक नकारात्मक स्लैक चर परिणामस्वरूप आता है एक नकारात्मक स्लैक चर परिणामस्वरूप है और यह नेगेटिव स्लैक वेरिएबल इस सिम्पलेक्स एल्गोरिथ्म के लिए एक शुरुआती वैरिएबल नहीं हो सकता है इसलिए हम यहाँ a1 के साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल को पेश करते हैं तो a1 कृत्रिम चर है इसलिए X1 X2 X3 X4 और a1 ≥ 0 है दो स्लैक वैरिएबल X3 और X4 एक पॉजिटिव स्लैक है और दूसरा एक निगेटिव स्लैक है वे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में योगदान नहीं देते हैं न्यूनतम समस्या के लिए a1 चर ने एक बड़ा M और अधिकतम समस्या के लिए एक बड़ा M यह योगदान देता है फिर जैसा कि हमने पहले देखा है अब हमने कृत्रिम चर पेश करके एक नई समस्या लिखी है यदि यह समस्या हल होने वाली है जिससे हम मूल समस्या का समाधान प्राप्त करने जा रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि a1 इस समस्या के समाधान में न आए जिस तरह से हमने इसे एक अधिकतम समस्या के लिए लागू किया है यदि गुणांक बहुत बहुत कम संख्या है याद रखें M एक बड़ी सकारात्मक संख्या है जो अनंत के लिए प्रवृत्त है M M की नकारात्मक है इसलिए यह एक बड़ी संख्या है लेकिन एक नकारात्मक संकेत के साथ और इसलिए यह समाधान में प्रकट होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इसका योगदान बहुत बहुत छोटा है वास्तव में यह योगदान नकारात्मक है इसलिए यह अधिकतमकरण के समाधान में आने की उम्मीद नहीं है तो यह नई समस्या है जिसे हम हल करेंगे अधिक या बराबर बाधा के कारण जो एक नकारात्मक ढलान में आवश्यक है और एक कृत्रिम चर में आवश्यक है केवल एक कृत्रिम चर है कोई दो कृत्रिम चर नहीं हैं केवल एक है और इसमें एक M है इसलिए हम अब इसे हल करने के लिए सिम्प्लेक्स टेबल सेट करते हैं तो पांच चर हैं दो निर्णय चर X1 X2 दो स्लैक चर X3 X4 और कृत्रिम चर a1 जो हमारे यहां हैं इसलिए हम औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान 10 9 0 0 और M जो आता है लिखते हैं कृपया ध्यान दें कि यह M कृत्रिम चर और अधिकतमकरण फ़ंक्शन के कारण आ रहा है इसलिए यहां औब्जैकटिव में एक M है समीकरण X1 X2 X3 0X4 0a1 5 हैं तो हम X1 X2 X3 0X4 0a1 5 लिखते हैं दूसरा समीकरण 4 X1 X4 a1 है इसलिए 4X1 0X2 0X3 X4 a1 तो 4X1 0X2 0X3 X4 a1 24 इसलिए हम दो मूल चर लिखते हैं अब हम जानते हैं कि वे X3 और a1 के साथ सिंप्लेक्स शुरू कर सकते हैं अब X3 में X3 और a1 को एक साथ रखा गया है वास्तव में पहचान मैट्रिक्स है इस विशेष उदाहरण में X2 और a1 भी हमें पहचान मैट्रिक्स दे सकते हैं लेकिन हमे X3 और a1 के साथ संगत होना शुरू करना चाहिए कि अगर कोई स्लैक वेरिएबल है तो हम स्लैक वेरिएबल से शुरू करते हैं तो X3 और a1 दो चर हैं जिनके साथ हम समाधान शुरू करते हैं अब इन दो चर के औब्जैकटिव फंकशन गुणांक X3 का 0 योगदान है a1 का M योगदान है इसलिए 0 और M अब हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या यह समाधान इष्टतम है या क्या कोई चर सकारात्मक Cj Zj के साथ समाधान है जो एंटर कर सकता है इसलिए हम इस Cj Zj मान की गणना करते हैं अब चर X1 के लिए यह 0 x 1 M x 4 है इसलिए यह 4M है तो 10 4M 4M 10 या 10 4M है जो यहां दिखाया गया है 10 4M चर X2 के लिए यह 0 x 1 M x 0 0 है इसलिए 9 0 9 है इसलिए यह मान 0 X1 M x 0 0 है इसलिए 9 0 9 है चर X3 के लिए Zj का मान 0 x 1 M x 0 0 है इसलिए 0 0 0 होगा वेरिएबल X4 के लिए यह 0 x 0 M x 1 M है इसलिए 0 M M है और वेरिएबल a1 के लिए यह 0 x 0 M x 1 M है M M 0 होगा एक बार फिर आप देख सकते हैं कि दो मूल चर X3 और a1 में Cj Zj मान 0 के रूप में होंगे उनके पास Cj Zj का मान 0 होंगे औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान 0 x 5 M x 24 होगा लेकिन चूंकि एक कृत्रिम चर समाधान में है हम औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान नहीं लिखते हैं इसके बजाय हम इस मान को डैश के रूप में रखते हैं इसलिए अब हमें यह जांचना होगा कि क्या कोई चर है जो समाधान में प्रवेश कर सकता है तो X2 9 के साथ समाधान में प्रवेश कर सकता है X1 4M 10 के साथ समाधान में प्रवेश कर सकता है अब M बड़ा और सकारात्मक है इसलिए 4M 10 9 से बड़ा है इसलिए चर X1 समाधान में प्रवेश करेगा क्योंकि इसके पास दो वैरिएबल के बीच Cj Zj का बड़ा मूल्य है एक बार फिर से यह 9 है यह 4M 10 है M बड़ा और सकारात्मक है और अनंत को जाता है इसलिए 4M 10 9 से बड़ा है इसलिए चर X1 समाधान में प्रवेश करता है अब X1 को X3 या a1 को बदलना है इसलिए हम अनुपात पाते हैं 5 1 5 है और 24 4 6 है छोटा 5 है अब X1 समाधान में आएगा और X3 को प्रतिस्थापित करेगा और कृत्रिम चर समाधान में रहता है अब हम अगली पुनरावृत्ति को देखते हैं इसलिए मैंने इस तालिका में पहली पुनरावृत्ति पकडी है जहां चर X1 ने 4M 10 के साथ समाधान में प्रवेश किया और चर X3 ने समाधान छोड़ दिया अब यह आपका पिवोट तत्व है अब नए बेसिक चर X3 की जगह X1 और a1 वही रहता हैं इसलिए हमारे पास समाधान में X1 और a1 होंगे X1 X3 की जगह ले रहा है इसलिए X1 यहां आता है a1 यही रहता है औब्जैकटिव फ़ंक्शन गुणांक के मान 10 और M X1 में 10 a1 M है अब यह पिवोट तत्व है इसलिए पिवोट पंक्ति के प्रत्येक तत्व को पिवट तत्व से विभाजित करें क्योंकि पिवट तत्व 1 होता है वही मान दोहराएंगे तो 1 1 1 है फिर से 11 1 है फिर से 11 1 है 01 0 है 0 1 0 है और 5 1 5 है अब चर X1 1 के साथ समाधान मे है इसलिए मुझे इस स्थिति में 0 प्राप्त करने की आवश्यकता है मुझे इस स्थिति में 0 प्राप्त करने की आवश्यकता है और साथ ही इस स्थिति में a1 को बनाए रखना है a1 से संबंधित a1 को बनाए रखना है हमें ऐसा करने की आवश्यकता है अब हम वापस जाते हैं और इसी स्थिति पर जाते हैं जो 4 है इसलिए 4 को मुझे 4 4 बार 1 0 की आवश्यकता है इसलिए यहाँ पर प्रत्येक तत्व जो मैं लेता हूँ और फिर मैं इस 1 को 4 से गुणा करता हू और घटाता हूँ तो मेरे पास 4 4 x 1 0 होगा 0 4 x 1 4 है 0 4 x 1 4 है 1 0 x 4 1 है 1 0 x 4 1 है 1 0 x 4 1 और 24 5 x 4 4 है अब यह समाधान X1 5 a1 4 है अब हम यह जांचना चाहते हैं कि क्या यह समाधान सबसे अच्छा समाधान है ऐसा करने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि क्या एक चर है जो पहले समाधान में आ सकता है जिसके लिए हमें Cj Zj के मूल्यों का पता लगाना होगा तो हम Cj Zj लिखते हैं और मूल्यों का पता लगाते हैं 10 x 1 M x 0 10 है 10 10 0 होगा 10 x 1 10 है M x 4 4M है तो 9 10 4M 4M 1 है चर X3 के लिए 10x1 10 है M x 4 4M है इसलिए यह भाग 4M 10 0 4M 10 है 4M 10 10 4M के रूप में लिखा गया है चर X4 के लिए यह 10 x 0 0 है M x 1 M है इसलिए 0 M M है और चर a1 के लिए 10 x 0 0 है M x 1 - M है इसलिए यह M 0 होगा अब औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान 10 x 5 50 M x 4 है इसलिए 50 4M है लेकिन हम इसे नहीं लिखते हैं क्योंकि समाधान में कृत्रिम चर है इसलिए हम केवल यहां एक डैश लिखते हैं अब हम यह जांचना चाहते हैं कि क्या यह समाधान इष्टतम है हम इष्टतम समाधान तक पहुंच गए हैं या क्या Cj Zj के सकारात्मक मूल्य के साथ एक चर है जो समाधान में आ सकता है अब चर X1 और a1 बेसिक हैं इसलिए हम उन पर विचार नहीं करते हैं हम X2 X3 और X4 पर विचार करते हैं अब हम महसूस करते हैं कि 1 4M का यह मान ऋणात्मक है क्योंकि M बड़ा और धनात्मक है इसलिए 4M ऋणात्मक है इसलिए 4M 1 ऋणात्मक है इसी तरह 10 4M भी नकारात्मक है क्योंकि M बड़ा और सकारात्मक है तो 4M 10 भी ऋणात्मक है M भी ऋणात्मक है इसलिए कोई प्रवेश करने योग्य चर नहीं है एल्गोरिथ्म सामान्य रूप से बिना किसी कठिनाई के समाप्त होता है एल्गोरिथ्म समाप्त हो गया है और हम कह सकते हैं कि X1 5 a1 4 समाधान है लेकिन जब हमने सिम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म संदर्भ समय 1519 के साथ शुरू किया था जब हमने सिम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म के साथ इस विशेष समस्या के लिए शुरुआत की थी तो हमने यहां कृत्रिम चर लिखा था क्योंकि यह अधिक या बराबर बाधा थी हमने यहां एक कृत्रिम चर लिखा और यह कृत्रिम चर हल में आ गया अब जब इस कृत्रिम चर को लिखा गया तो इस कृत्रिम चर को केवल सिम्पलेक्स एल्गोरिथ्म को शुरू करने के लिए पेश किया गया था और यह मूल समस्या का हिस्सा नहीं था इसलिए हमने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि यह कृत्रिम चर समाधान में हो और जिस तरह हमने वह एक बड़ा सकारात्मक मूल्य M से इसे संभाला है और हम M को अधिकतमकरण औब्जैकटिव में डाल रहे हैं ताकि एक बड़ा नकारात्मक योगदान यह चर को समाधान में होने से रोकता है इसलिए हमने सोचा कि एक बड़ा नकारात्मक योगदान यहाँ रखकर बड़ा M बड़ा और सकारात्मक है तो M एक बड़ा नकारात्मक है इसलिए एक बड़ा नकारात्मक योगदान डालकर हम इस a1 को समाधान में आने से रोकेंगे तो अगर इस समस्या का हल है तो अब यह समस्या उसी समाधान को दिखाएगी और इस समस्या के समाधान में a1 शामिल नहीं होगा इसलिए हमने उस सिद्धांत के साथ शुरुआत की थी लेकिन हम इसकी समीक्षा करते हैं लेकिन हम यह मानते हैं कि जब सिम्पलेक्स समाप्त हो गया है तो a1 वास्तव में समाधान मे है और हम इसे नहीं चाहते हैं इसलिए हम एक बड़ा M और एक बड़ा नकारात्मक योगदान मे डाल देने के बावजूद यह सोचकर कि चर a1 समाधान में नहीं होंगे अब हम देखते हैं कि चर संदर्भ समय 1723 a1 समाधान में है संदर्भ समय 1734 इसलिए चर a1 समाधान में है इसलिए एक बार फिर से इस पर विचार करते हुए हमने कहा कि यदि इसका कोई हल है तो एक बड़ा ऋणात्मक मान डालकर हम a1 को समाधान में आने से रोकेंगे और इस समस्या को हल करने से इस समस्या का वही समाधान होगा लेकिन अब हमारे द्वारा नकारात्मक योगदान देने के बावजूद a1 समाधान में है इसका मतलब यह है कि मूल समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है अब इसे इंफ़ेयसिबिलिटी कहा जाता है मूल समस्या का कोई हल नहीं है इसलिए इंफ़ेयसिबिलिटी संदर्भ समय 1817 द्वारा सूचित की जाती है इंफ़ेयसिबिलिटी को सिम्प्लेक्स को सामान्य रूप से समाप्त करने के द्वारा दर्शाया जाता है लेकिन सिम्प्लेक्स के समाप्त होने के बाद समाधान में एक कृत्रिम चर होता है जिसका सख्ती से सकारात्मक मूल्य होता है एक एक कृत्रिम चर जो की सख्ती से सकारात्मक मूल्य के साथ है जब सिंप्लेक्स समाप्त हो जाता है और समाधान में एक कृत्रिम चर होता है सख्ती से सकारात्मक मूल्य के साथ हम कहते हैं कि यह इंफ़ेयसिबिल है अब हम इस मान को भी नोट करेंगे यह मान 4 है और फिर हम देखेंगे कि ग्राफिकल विधि समान समस्या को कैसे देखती है इसलिए अब हम वापस जाते हैं संदर्भ समय 1903 इष्टतम पहुंच गया है लेकिन कृत्रिम चर समाधान में है रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या की इंफ़ेयसिबिलिटी को दर्शाता है अब हम ग्राफिकल मेथड पर चलते हैं हमें एक ही समस्या है हम 0 और 0 के साथ एक्सिस खींचते हैं अब यह वेरिएबल X1 के लिए है और यह वेरिएबल X2 के लिए है अब हम दो रेखाएँ खींचते हैं X1 X2 5 को अंक 5 0 और 0 5 के साथ यहाँ खींचा गया है यह एक बिंदु 0 5 है अब मूल 0 0 असमानता X1 X2 5 को संतुष्ट करता है तो यह संभव क्षेत्र है जिस त्रिकोण को हम अलग अलग रंग में दिखा रहे हैं वह इस समस्या के लिए संभव क्षेत्र है इन बिंदुओं सहित इस पर हर बिंदु पहले बाधा के लिए संभव क्षेत्र है अब हम दूसरा अवरोध खींचते हैं 4X1 24 या X1 6 अब X1 6 X2 अक्ष के समानांतर एक लाइन है या Y अक्ष के एक बिंदु X1 6 से होकर गुजरता है और यह बिंदु 60 है तो यह बिंदु 60 होगा इसलिए यह 60 है और यह X1 24 के लिए एक लाइन है अब हमें उस क्षेत्र का पता लगाना होगा जो असमानता को संतुष्ट करता है इसलिए वास्तव में मूल यहाँ 0 0 24 है इसलिए दूसरा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो इस असमानता को संतुष्ट करता है यह दूसरा क्षेत्र है वह क्षेत्र जो असमानता को संतुष्ट करता है तो हम अब इस तरह से दूसरे क्षेत्र दिखाते हैं अब हम महसूस करते हैं कि दूसरा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो असमानता को संतुष्ट करता है अब अगर हम दो बाधाओं के साथ जुड़े संभव क्षेत्र देखें तो हमारे पास एक बाधा है जहां यह भाग संभव क्षेत्र है एक बाधा के लिए हमारे पास यह भाग संभव क्षेत्र है और दूसरे बाधा के लिए संभव क्षेत्र यहां कहीं है इसलिए हम महसूस करते हैं कि यह संभव क्षेत्र कोई वास्तविक क्षेत्र नहीं है जो इन दोनों बाधाओं को पूरा करता है जब हमारे पास दो बाधाए होती हैं जहां बिंदु का कोई सेट नहीं होता है जहां एक साथ संतुष्ट होने वाला कोई बिंदु नहीं होता है तो हम कहते हैं कि समस्या इनफेयसिबल है अब इस इन्फेयसिबिल्टी को समाधान में एक कृत्रिम चर की उपस्थिति के साथ सिंप्लेक्स एल्गोरिथ्म द्वारा सूचित किया गया है अब उस कृत्रिम चर का मान a1 4 था अब a1 को वास्तव में इस अवरोध में पेश किया गया था दूसरे अवरोध 4X1 ≥ 24 में तो यह अवरोध 4X1 X4 a1 24 बन गया इसलिए यदि a1 4 के बराबर है तो हमें 4X1 ≥ 20 मिलेगा जो कि X1 ≥ 5 है और यदि हमने यह प्लॉट किया है तो अब यह पंक्ति यह पंक्ति यह पंक्ति 4X1 24 4X1 20 बन गया होगा और यह यहाँ कहीं आया होगा यह दर्शाता है कि बिंदु 50 सबसे इष्टतम समाधान है लेकिन क्योंकि हमारे पास 24 हैं LP समाधान सुझाव दे रहा था कि a1 4 होना चाहिए ताकि 4X1 ≥ 20 हो जाए और हम एक समाधान प्राप्त कर सकें लेकिन अभी कोई समाधान नहीं है क्योंकि a1 4 है तो समाधान में कृत्रिम चर की उपस्थिति न केवल इंफ़ेयसिबिलिटी को दर्शाती है बल्कि हमें इंफ़ेयसिबिलिटी की मात्रा या सीमा को समझने का एक तरीका और दी गई रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या के लिए रेखीय में परिवर्तनशीलता की सीमा भी देती है इसलिए अंत में हम कहते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो दोनों बाधाओं को पूरा करता है दी गई रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या इनफेयसिबल है इस प्रकार इस कक्षा में हमने इंफ़ेयसिबिलिटी को देखा है पहले की कक्षा में हमने अनबाउंडनेस देखी और हमने देखा कैसे सिम्प्लेक्स इन्फैसिबिलिटी और अनबाउंडनेस दोनों को संभालता है तो एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए तीन चीजें अनिवार्य रूप से हैं लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या किसी भी समस्या में या तो एक इष्टतम है या अनबाउंड है या इनफेयसिबल है तीन में से केवल एक ही वास्तव में दी गयी एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए हो सकता है अभी हमने तीनों उदाहरणों को देखा है अभी भी कुछ और चीजें हैं जो तब हो सकती हैं जब हम वास्तव में इस सिम्प्लेक्स पुनरावृत्ति को करते हैं उन चीजों का हम उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन करेंगे और अभ्यास करेंगे जैसे ही हम इस पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल में हम रैखिक प्रोग्रामिंग के एक और दिलचस्प पहलू का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ेंगे जिसे डूयालिटी कहा जाता है